इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने ब्रॉडबैंड इम्पीडेन्स मैचिंग के बारे में बात की थी और कैसे एक निश्चित बैंडविड्थ को प्राप्त करने के लिए क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है लेकिन फिर हमने यह भी देखा कि क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर बहुत अधिक बैंडविड्थ प्रदान नहीं कर सकते हैं उनकी अपनी बैंडविड्थ की सीमाएं हैं और एक तरीका जो कि मैने पिछले मॉड्यूल में सुझाया था जिसमे बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के कई सेक्शंस को कास्केडेड में चित्रित किया जा सकता है तो आइये देखते हैं कि इसे कैसे करना है यदि हमारे पास मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर है तो पहली समस्या यह है कि अगर हम इस मल्टी सेक्शन को ड्रा कर सकते हैं मान लें कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के 2 सेक्शन हैं जिनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स z1 है और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स z2 है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है कास्केडेड में और मान लें v1 है ठीक है तो यह जंक्शन 1 जंक्शन 2 है अब अगर हम और मान लें कि गामा इन इनपुट रेफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट है फ़र्स्ट सेक्शन से पहले माफ़ कीजिएगा यहाँ फ़र्स्ट सेक्शन से पहले यह वह जगह है जहाँ गामा है अब पहली समस्या यह है कि अगर मान लें कि फ़र्स्ट सेक्शन में प्रवेश करने वाली एक इंसिडेंट वेव a1 है तो यह इस जंक्शन से रिफ्लेक्ट होगी कुछ इंसिडेंट वेव इस जंक्शन से रिफ्लेक्ट होंगी और कह सकते है की एक b1 वेव उत्पन्न होती है और उनमें से कुछ दूसरे जंक्शन के साथ जारी रहेंगी कह सकते है a2 और बाद में रिफ्लेक्शन b2 होगा अब तो यह हो गया था कि इस समय तक हमें कोई समस्या नहीं होगी समस्या तब उत्पन्न होती है यदि हम एक बार फिर सर्किट में वापस जा सकते हैं तो समस्या यह उठती है कि यह रेफ्लेक्टेड वेव b2 भी होगी ऐसी संभावना है कि यह b2 भी फिर से वापस रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ समस्या है अब यह रेफ्लेक्टेड वेव आगे भी रेफ्लेक्टेड वेव होगी और इसी तरह यह एक अंतहीन प्रक्रिया होगी और यह वास्तव में जटिल हो जाता है जैसा कि हम देखेंगे अब इसके बजाय अगर हम रखते हैं अगर किसी तरह की संभावना होती है जिसके अनुसार प्रत्येक इंसिडेंट वेव केवल रिफ्लेक्शन के एक स्तर से गुजरती है यह या तो इस जंक्शन पर या इस जंक्शन पर रेफ्लेक्टेड होता है यहाँ पर एक से अधिक रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है फिर इस इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के लिए हमारी एक्सप्रेशन बहुत आसान हो जाती है देखिए यहां इस एक्सप्रेशन का पता इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के लिए निकालना समस्या है यदि हम गामा इन के लिए एक सरल एक्सप्रेशन कर सकते हैं तो सेक्शंस को डिजाइन करना आसान होगा बेशक यदि आप एक बहुत ही रिगोरोस एनालिसिस चाहते हैं तो आपको गामा इन के लिए उचित रूप से अच्छी तरह से परिभाषित क्लोज्ड फॉर्म सलूशन करना होगा लेकिन अगर हम कर सकते हैं अगर यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जहां हम दूसरे स्तर के रेफ्लेक्शंस की उपेक्षा कर सकते हैं तो शायद जैसा कि हम देख सकते हैं हम गामा इन के लिए एक सरल एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं अब जो स्थिति ऐसा करने की अनुमति देती है वह मामला है जब z1 और z2 एक दूसरे के बहुत करीब हैं वे जितने करीब होंगे रिफ्लेक्शन का यह दूसरा स्तर उतना ही कम होगा इसलिए अगर हम अपने आंकड़े पर वापस जा सकते हैं तो मुझे एक ताजा आंकड़ा ड्रा करने दें तो हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें z1 करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स और z2 दूसरा करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स है V2 जंक्शन 2 पर इंसिडेंट वेव है और v2 जंक्शन 2 पर रेफ्लेक्टेड वेव है V1 जंक्शन 1 पर इंसिडेंट वेव है v1 जंक्शन 1 पर रेफ्लेक्टेड वेव है अब अगर हम इस पॉइंट को 0 मानते हैं तब रिफरेन्स सिस्टम के लिए जहां कोआर्डिनेट ओरिजिन इस पॉइंट पर है तब यह जंक्शन 2 L होगा और ओरिजिन सिस्टम के लिए जब यह जंक्शन 2 ओरिजिन पॉइंट है उस सिस्टम के लिए यह जंक्शन 1 L होगा ठीक है तो इस कोआर्डिनेट सिस्टम में 0 में से v1 जहां जंक्शन 1 की ओरिजिन है जो कि v1 के बराबर होगी और जोकि v2 के संदर्भ में दी जाएगी और i10 अंतर है जिसे हमने देखा इसे इस तरह दिया जा सकता है तो फिर मुझे उम्मीद है कि यह दिखाई देगा तो i1 का 0 i2 का -L है सही कोआर्डिनेट ट्रासफोर्मशन के साथ और फिर गामा इन जिसे d1 अपॉन d1 के रूप में परिभाषित किया गया है इस परिभाषा के साथ हम 1गामा को v2अपॉन v1 के बराबर लिख सकते हैं तो यह 2 एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हम 1गामा इन और 1 गामा इन के लिए निकाल सकते हैं और अगर हम फिर इन एक्सप्रेशंस का अनुपात लेते हैं जो 1 गामा इन अपॉन 1 गामा इन z1 अपॉन z2 के बराबर के लिए आता है जब गामा इन के लिए हल करते समय यह एक्सप्रेशन देता है जहां गामा 21 इस एक्सप्रेशन के बराबर है अब यह निश्चित रूप से गामा इन के लिए पूर्ण एक्सप्रेशन है जिसमें z2 और z1 की वैल्यू क्या हैं इसका कोई अनुमान नहीं है z1 और z2 की किसी भी वैल्यू के लिए आपको समान एक्सप्रेशन मिलेगी और निश्चित रूप से यह एक्सप्रेशन केवल तब होती है जब 2 सेक्शन होते हैं अगर हमें लगता है कि एक तीसरा सेक्शन है तो हमें फिर से उसी प्रोसेस में जाना होगा हमें तीसरे सेक्शन के लिए प्रक्रिया को दोहराना होगा और अधिक सेक्शन की संख्या पर यह एक्सप्रेशन अधिक से अधिक जटिल बन जाएगी यदि आप एक रिगोरोस सलूशन चाहते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से हल करना होगा लेकिन मान लीजिए कि आपके पास z2 और z1 के बीच में छोटा सा मिसमैच है तो हम एक अलग जवाब के बारे में सोच सकते हैं जवाब यह है कि यह क्वांटिटी गामा 21 जोकि z2 और z1 के अंतर पर निर्भर है अगर मान लें कि z2 और z1 में अंतर नहीं हैं तो z2 z1 के बहुत करीब है फिर गामा इन को लगभग इस तरह लिखा जा सकता है क्या होता है जब z2 z1 के बहुत करीब होता है तो यह गामा21 छोटा होता है और इसलिए यह एक्सप्रेशन गामा L एंड गामा21 मैगनीटुड भी छोटा होगा क्योंकि गामा L या तो 1 या उससे कम है तो फिर अगर यह एक्सप्रेशन सही है तो हम इस फॉर्म के साथ इस एक्सप्रेशन को सरल बना सकते हैं अब इस एक्सप्रेशन का क्या महत्व है यह बेशक दो क्वान्टीटीएस का सिम्प्लिफिएड सम है लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन के भौतिक महत्व को देखना चाहते हैं तो आप हमारे सर्किट पर वापस जा सकते हैं अब इसका क्या मतलब है कि गामा इन 2 रेफ्लेक्शंस का सम है एक वह रिफ्लेक्शन है जो इस जंक्शन पर हुआ है जो इस टर्म के लिए जिम्मेदार है और दूसरा वह मिसमैच है जो इस जंक्शन पर हो रहा है अब यह एक्सप्रेशन वेल नोन है हमने देखा कि रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट का दो बार फेस शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली फेस शिफ्ट की मात्रा दोगुनी है और इसलिए यह थ्योरी से आता है और गामा21 इस z1 के बीच केवल मिसमैच फैक्टर है इस ट्रांसमिशन लाइन में z1 के रूप में करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स है और इस ट्रांसमिशन लाइन में करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स z2 है ध्यान दें कि यदि z1 z2 के बराबर है तो गामा इन गामा L j2 बीटा L के बराबर होगा जो कि वह एक्सप्रेशन है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं हम ऐसा कर सकते हैं इसका कारण यह है कि हम केवल एक स्तर के रिफ्लेक्शन पर विचार कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि एक रिफ्लेक्शन z1 और z2 के बीच मिसमैच के कारण हो रहा है और दूसरा रिफ्लेक्शन निम्न स्तर पर है इसलिए सरलीकरण करते समय हम उस दूसरे रिफ्लेक्शन पर विचार नहीं कर रहे हैं जो हो सकता है अर्थात् रेफ्लेक्टेड वेव जंक्शन पर रे रेफ्लेक्टेड होगी इसलिए यह वह सरलीकरण है जिसे हम बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यह मान्य है क्योंकि z1 और z2 के बीच मिसमैच बहुत छोटा है अब जब हमारे पास यह सरल एक्सप्रेशन है तो इस स्थिति को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है जब हमने दो सेक्शंस को इस तरह से कैस्केड नहीं किया है लेकिन फिर n सेक्शंस को एक दूसरे के साथ कैस्केड किया गया है आइए देखें कि क्या होता है जब n सेक्शन को कैस्केड किया जाता है तो ये ट्रांसमिशन लाइनों के n सेक्शन हैं जो एक दूसरे के साथ कास्केडेड है यह इनपुट सेक्शन Zn अंतिम सेक्शन है और Rn कम है गामा इन्स विभिन्न सेक्शन के जंक्शनों पर रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट हैं अब यहां हम मानते हैं कि सभी सेक्शंस में समान इलेक्ट्रिकल लेंथ है और यह बीटा1L1 द्वारा दिया गया है जो बीटा2L2 के बराबर है बीटा3L3 के बराबर है जो किसी थीटा वैल्यू के बराबर है अब यदि हम उस फॉर्मूले को लागू करते हैं जिसकी चर्चा हमने अभी पिछले भाग से लेकर प्रत्येक भाग में की है इसलिए कहिये कि हम विचार कर रहे हैं कि हम इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट का पता लगाना चाहते हैं और वह इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट गामा इन 0 थीटा बराबर गामा10 गामा इन 1 jp थीटा के बराबर होता है इसलिए यह वह एक्सप्रेशन है तो इस तरह यह गामा इन1 जो कि इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट है जो e राइज़ड टू j2 थीटा e raised to -j2 theta से कुल गुणा किया जाता है थीटा इस सेक्शन की इलेक्ट्रिकल लेंथ और सभी सेक्शन की इलेक्ट्रिकल लेंथ है और गामा 1 इस शुरुआती सेक्शन z0 और z1 के बीच का मिसमैच है तो गामा10 z1 z0 अपॉन z1z0 के बराबर है इसलिए हमारे पास यह एक्सप्रेशन है अब गामा इन1 को स्वयं आगे बढ़ाया जा सकता है हमारे पास गामा10 गामा21 राइज़ड टू j2थीटा गामा इन2 राइज़ड टू j4थीटा है तो इस एक्सप्रेशन को मैंने गामा इन का विस्तार करके उसी फार्मूला से प्राप्त किया है और मुझे यह एक्सप्रेशन और मिलती है अब अगर मैं इस गामा इन 2 का विस्तार करता हूं तो उसी फॉर्मूले के अनुसार मुझे यह इसके बराबर मिलता है इसलिए मैं सभी n सेक्शन के लिए इसे जारी रख सकता हूं फर्क सिर्फ इतना होगा कि यह पावर इस एक्सपोनेंट का यह e बढ़ता रहेगा तो फिर n सेक्शन के लिए मैं इस सामान्य फॉर्मूले को लिख सकता हूं जहां ये गामा10 टर्म्स हैं ये गामा n टर्म्स इस तरह दिए गए हैं या मैं केवल इसे एक सम्मेशन फॉर्मेट में लिख सकता हूं तो यह फार्मूला है आखिरकार हमने इसे प्राप्त कर लिया है यहाँ हमारे पास बस यह है कि इस gamma k 1 को लिखने के बजाय k को मैंने k के साथ बदल दिया है अर्थात मिसमैच एक्सप्रेशन को इसके द्वारा बदल दिया जाता है बस सुविधा के लिए हम इसे बाद में देखेंगे तो यह इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट का सामान्य फॉर्मूला है जब हम कैस्केड में n सेक्शन से जुड़े होते हैं आइए देखें कि इन एक्सप्रेशंस के क्या इम्प्लिकेशन्स हैं इसलिए यदि हम अपनी स्लाइड पर वापस जा सकते हैं तो पहली चीज जो हम देखते हैं वह यह है कि यह एक फॉरिएर सीरीज की एक्सप्रेशन है इसमें फॉरिएर सीरीज जैसी ही एक्सप्रेशन है तो यह एक फॉरिएर सीरीज है और यह सच है क्योंकि जैसा कि आप इस गामा k को देख सकते हैं जो कि थीटा का एक फंक्शन है जो की खुद में पीरियाडिक है गामा k के साथ और जो की खुद को रिपलेस करता है थीटा के हर पाई इन्क्रीमेंट के बाद अब इस निष्कर्ष से हम जो दूसरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं वह यह है कि सेंटर फ्रीक्वेंसी थीटा के बराबर होगी 5 अपॉन 2 और 0 के बराबर थीटा पर जो कि f के बराबर 0 होती है यानी bc bc पर हमें गामा इन थीटा rl z0 अपॉन rl z0 के बराबर होना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भले ही हमारे पास n सेक्शंस हो पिछली स्लाइड पर वापस जाते है यदि bc पर इनपुट से आउटपुट तक यह एक शॉर्टेड लाइन होगी इसलिए bc पर इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट केवल rl z0 अपॉन rl z0 पर होगा यही कारण है कि मैंने यहाँ bc पर गामा इन थीटा लिखा है और यह सरल एक्सप्रेशन होनी चाहिए यह सटिस्फियड होना चाहिए यदि यह सटिस्फियड नहीं है तो हमारे थ्योरी में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए और हम इसे एक बाउंड्री कंडीशन के रूप में उपयोग करेंगे यह एक सटीक संबंध है जिसे सटिस्फियड होना चाहिए तो आइए देखें कि हमारी एक्सप्रेशन इस बात से सटिस्फियड है या नहीं जैसा कि हम पिछली पंक्ति से देख सकते हैं bc पर अगर हम एक्सप्रेशन के साथ चलते हैं तो हम गामा इन थीटा सिग्मा k 02n के बराबर हैं गामा k e राइज़ड टू j2k थीटा तो bc पर यह केवल गामा k के बराबर होता है और यदि हम इस सममशन को करते हैं तो हम पाएंगे कि यह इस एक्सप्रेशन के बराबर नहीं है कुछ गलत है हमारे थ्योरी में कुछ गड़बड़ है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक छोटा सा सिंगल रिफ्लेक्शन अप्प्रोक्सिमशन है जो हमने किया है और उसके कारण यदि हमारे पास पूर्ण रूप से क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन है तो यह विसंगति नहीं होगी लेकिन यह इस सिंगल रिफ्लेक्शन एक्सप्रेशन के कारण हो रहा है जो हमने कंसीडर किया है इसलिए हम सिंगल रिफ्लेक्शन थ्योरी की अपनी अवधारणा को नहीं बदलेंगे लेकिन हम इस गामा k के लिए एक्सप्रेशन को संशोधित करेंगे मेरा मतलब है कि गामा k है जिसका हमने अब तक उपयोग किया है गामा k के लिए एक्सप्रेशन इस तरह है और यह हम इस तरह से अनुमानित कर सकते हैं फिर बीच में मिसमैच अगर हर कोनसेक्युटिव यानी zk 7 zk 1 बहुत ज्यादा नहीं है तब हम इस अप्प्रोक्सिमशन को कर सकते हैं और इस तरह इसे सरल बनाया जा सकता है हम लोगरिथ्मिक सीरीज के पहले टर्म का उपयोग करते हैं Ln यहाँ लॉगरिदमिक सीरीज का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए अगर मैं इसे जोड़ दूं तो यह zk प्लस 1 अपॉन zk पर आता है तो यह एक मैथमेटिकल मैनीपुलेशन है लेकिन जब से हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि अगर एक छोटा सा मिसमैच है तो हमारे गामा k वास्तव में इस सम्बद्ध द्वारा अनुमानित किया जा सकता है हम इसे एक सेल्फ कंसिस्टेंट सलूशन प्राप्त करने के लिए लेंगे जो कि सलूशन bc पर मान्य होना चाहिए अगर हम इस एक्सप्रेशन का उपयोग गामा sk के लिए करते हैं और फिर अगर हम गामा इन के लिए अपनी एक्सप्रेशन पर वापस जाते हैं यदि हम स्लाइड पर वापस जा सकते हैं तो यह प्रोडक्ट बन जाता है लोगरिथमिक सीरीज के लिए सम्मेशन एक प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा और यह आधे के बराबर है यदि हम यह प्रोडक्ट लेते हैं तो टर्म्स एक दूसरे को रद्द कर देंगी और हम केवल lnzl अपॉन z0 के साथ रह जायँगे जो कि इस एक्सप्रेशन के बराबर अनुमानित गेन है जो कि गामा1 के बराबर है इसलिए अब हमने सेल्फ कंसिस्टेंट सलूशन प्राप्त कर लिया है सारांश में हम इस मॉड्यूल से 2 चीजें देखते हैं पहला विभिन्न जंक्शनों पर सिंगल रिफ्लेक्शन की अवधारणा है यानी केवल इंसिडेंट वेव रेफ्लेक्टेड होती है न कि रेफ्लेक्टेड वेव फिर से रेफ्लेक्टेड नहीं होगी और दूसरा इस सिंगल रिफ्लेक्शन थ्योरी के आधार पर जिसमे हमने एक बहुत ही सरल एक्सप्रेशन कैस्केड n ट्रांसमिशन लाइन चरणों के इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के लिए प्राप्त की है फिर सलूशन करते समय गामा इन थीटा के लिए एक्सप्रेशन का पता लगाने के दौरान हमने गामा k के मूल्य पर एक छोटा मैथमेटिकल मैनीपुलेशन करना पड़ा Z का लीनियर ट्रांसफॉर्म लेने के बजाय हमें गामा k का लॉगरिदमिक अप्प्रोक्सिमशन करना था और हमारा यह करने का कारण यह था कि हमें गामा k के लिए एक सेल्फ कंसिस्टेंट सलूशन प्राप्त करना था और फिर इसके साथ अब हम गामा इन थीटा के लिए एक पूर्ण एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं लेकिन हमारी डिजाइन प्रोसेस अभी तक नहीं की गई है हमने सिर्फ गामा इन थीटा के लिए एक एक्सप्रेशन का पता लगाया है जब हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स z1 z2 z3 और zx के साथ n सेक्शंस हैं लेकिन हमारी मुख्य समस्या रिवर्स है जिसे एक निश्चित रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट दिया गया है हम कैसे z1 z2 z3 और zx का पता लगा सकते हैं तो यह एक डिजाइन की मूल समस्या है और इसे करने का तरीका जो हम आमतौर पर अनुसरण करते हैं वह है कुछ प्रोटोटाइप फ़ंक्शन और इन मैथमेटिकल प्रोटोटाइप फ़ंक्शंस के आधार पर हम उन फ़ंक्शंस की तुलना अपने एक्सप्रेशंस से करेंगे जिन्हें हमने अभी डेरिआव किया है और दोनों को बराबर किया है ताकि हम प्रोटोटाइप फ़ंक्शन से zk के मूल्यों को सैटिस्फाई कर सकें तो यह कुछ हम अगले मोडुअल में कवर करेंगे